अब मैं पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा जिसका वर्णन हमने पहले ही कर दिया था मैं इसे वहां से उठाना चाहूंगा और फिर इसे आगे बढ़ाऊंगा और आगे ठीक करूंगा तो पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन हमने आखिरी लेक्चर में पेश किया मुझे इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी देनी चाहिए क्योंकि यह पहली बार है जब हम इसे औपचारिक रूप से पेश कर रहे हैं क्योंकि यह एक है इसलिए पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन है पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन शायद यह परिणाम है कि वास्तव में व्यापक उपयोग में आने के लिए मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग के दरवाजे खोले गए थे पहली बार एक फ्रेंच शोधकर्ता द्वारा पेश किया गया था उनका नाम मौरिस बेलांगेर है जिन्होंने वर्ष 1976 में इसका परिचय दिया था ठीक इसलिए यह शायद शुरुआती बिंदु था और मल्टीरेट और पॉलीपेज़ का उनका अवलोकन पूरी तरह से अलग संदर्भ में था लेकिन हमने इसे अपने अंकन में अनुवाद किया है तो शायद कुछ बिंदु पर आप में से कुछ जो रुचि रखते हैं उन्हें अधिक बेलांगेर के मूल पेपर पर एक नज़र डालनी चाहिए और यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने पॉलीपेज़ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया शायद यह संकेत है कि इस तत्व की मेग्नीट्यूड रिस्पांस क्या है यूनिटी ऑल पासफिल्टर सही है यह Z 1 एक ऑल पासफिल्टर है लेकिन इसे फेस है ठीक अब z 2 ऑल पासफिल्टर है इसे केवल फेस है ठीक तो मूल रूप से वह कुछ मकैनिज्म के बारे में देख रहा था या सोच रहा था जिसके द्वारा वह फिल्टर को सब फिल्टर में अनुवाद करेगा जिसके ये कंपोनेंट हैं ठीक प्रभावी रूप से z 1z 2 z 3 जो कि पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन और पॉलीपेज़ के अलावा और कुछ नहीं है तो यह वह जगह है जहां से यह आ रहा है लेकिन वह इसके बारे में बहुत अलग तरीके से और निश्चित रूप से सभी आविष्कारों या खोजों में आया है जिस मूल व्यक्ति को आप जानते हैं वह बहुत अलग तरीके से जानता है लेकिन फिर हम व्याख्याएँ देने में सक्षम हैं जो दिलचस्प हैं और उदाहरण जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था यदि आपके पास एक फ़िल्टर H n−∞ ∞hnZ n n−∞h2nZ 2nZ 1n−∞ ∞h2n1Z 2n है तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में पॉलीपेज़ कैसे सिर्फ एक और फेस के साथ उभर रहा है और यही हमने अंतिम क्लास में पेश किया है हमने इसे E0 कहा है इसे हम E1 कहते हैं सही हैं यही हमने कहा है और निश्चित रूप से यदि आपको डाउनसैंपलिंग के साथ पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन को लागू करना था तो हमने दिखाया कि इस संरचना का उपयोग कैसे किया जा सकता है अब अगर आपको याद है तो हमने अपसैंपलिंग मामले के लिए पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन को लागू करने के लिए एक कार्य के साथ चर्चा को छोड़ दिया तो हो सकता है कि सिर्फ पूर्णता के लिए हम सिर्फ इतना लिख दें ठीक है तो H को E0 या H0 के रूप में लिखा जा रहा है इस रूप के पॉलीपेज़ कंपोनेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस संरचना को 3 के फैक्टरद्वारा अपसैंपलिंग के रूप में फिर से लिखा जा सकता है इस संरचना को लागू करना इसे डिजिटल फ़िल्टर का समानांतर रूप कार्यान्वयन कहा जाएगा इसलिए जब भी आपके पास एक फ़िल्टर होता है जिसे कुछ शब्दों के रूप में लिखा जाता है जिन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो यह एक समानांतर रूप कार्यान्वयन है तोH0 के साथ समानांतर में Z 1H1 के साथ समानांतर में Z 2 H2 और इन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा ठीक है अब इस प्रकार की संरचना हम बार बार देखने जा रहे हैं तो यह कई बार इन प्लस संकेतों को लिखना वास्तव में काफी बोझिल है इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह वास्तव में नोटेशन प्रस्तुत करना चाहते है जो इसे हमारे लिए सरल बनाता है तो हम क्या करने जा रहे हैं यह नोटेशन मुझे लगता है कि आप कुछ डिजिटल फिल्टर से परिचित हैं इसका क्या मतलब है यह सिग्नल 2 शाखाओं में विभाजित हो रहा है यही सिग्नल 2 शाखाओं पर ट्रैवर्सिंगहो रहा है अब आउटपुट साइड पर इसलिए यदि मेरे पास 2 सिग्नल हैं जो इस तरह से आते हैं तो यह एक एडर है मल्टीरेट स्ट्रक्चर में हम अक्सर निम्नलिखित करते हैं यह भी एक एडर है ठीक है तो आपको इस प्लस के संकेतों को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है तो यह संरचना निम्नलिखित रूपों में उचित एरोस के साथ लिखी जा सकती है इसका मतलब है कि 2 निचली शाखाएं जुड़ जाती हैं और फिर वे शीर्ष दाईं ओर जुड़ जाती हैं तो ये हिस्सा हैं और ये समान हैं इसलिए फिर से उनको कई बार जोड़ने के बजाय हम ऐसा करेंगे ठीक है तो अब निश्चित रूप से हम नोबेलआईडेंटिटीज का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले कि इस संरचना को फिर से लिखा जा सकता है जैसे कि Z 1H1 ऑर्डर को इंटरचेंज करें वे 2 लीनियर ब्लॉक हैं मेरे कन्वेंशन का उपयोग करते हुए 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग करना कन्वेंशन यह है H0 निचली शाखा H1 हैं इसके बाद Z 1 सिग्नल जोड़ा जाना है और फिर दूसरी शाखा H2 है और इसके बाद Z 2 और इस सिग्नल को भी जोड़ा जाना है अतः कृपया एरोस खींचें एक बार जब आप एरोस खींचते हैं तो आप उन्हें सही ढंग से व्याख्या कर सकते हैं कि सिग्नल किस तरह से बह रहा है कौन सा सिग्नल जोड़ा जा रहा है जो प्रत्येक बिंदु पर 2 जोड़े जा रहे हैं और यह भी एक नोड है जिस पर सिग्नल सिर्फ कई शाखाओं में विभाजित होता है अब अपसैम्पलर के अंदर जहां सिग्नल विभाजित होता है आप देख सकते हैं कि हमारे लिए नोबेल आईडेंटिटीज को लागू करने का एक अवसर है अपसैंपलिंग के बाद फ़िल्टरिंग जहाँ फ़िल्टरिंग को एक पावर मिली है ZL जहाँ L अप सैंपलिंग फैक्टर है इसलिए इसका उपयोग करते हुए अब हमारे पास निम्न संरचना है जो आपके पास है H0 जिसके बाद 3 के फैक्टर का अपसैंपलर है दूसरी शाखा को H1 मिला है और एक Z 1है मैं इसे H1 से आगे बढ़ा सकता हूं लेकिन मैं अपसैंपलर को इस Z 1 से आगे नहीं बढ़ा सकता तो यह 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपल के बाद एक डिले है तो देरी मैं इसे आउटपुट ब्रांच Z 1 पर कैप्चर करने जा रहा हूं और निश्चित रूप से तीसरी ब्रांच H2 है इसके बाद अपसैंपलर इसके बाद Z 1 तो पहले से ही दूसरी शाखा पर Z 1 है तो मैं बस इस पर Z 1 जोड़ दूंगा और कृपया एरोस सही दिशा में खींचें ताकि हमें पता चल जाए कि सिग्नल किस तरह से फ्लो हो रहा है और यह कुशल है शायद सबसे कुशल कार्यान्वयन जो हम इस अपसैंपलिंग इंटरपोलेशन फिल्टर के बारे में प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसका यह भाग मल्टीप्लेक्सर है मल्टीप्लेक्सर जिसका हाथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है तो यह मल्टीप्लेक्सर ऑपरेशन है तो दूसरे शब्दों में यह कहता है कि डेटा ले लो इनपुट xn ले लो इसे सब फ़िल्टर द्वारा फ़िल्टर करें जैसे आप एक LTI सिस्टम में करेंगेउन्हें इंटरपोलेट करिए राइट मेरा मतलब है कि उन्हें फ़िल्टर करें कन्वॉल्यूशन करें और फिर डेटा को मल्टीप्लेक्स करें और यह सबसे कुशल है क्योंकि आप 0 मूल्यवान सैंपलो पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इन सभी 0 मूल्यवान सैंपलो और संरचना पर उनके प्रभाव को वास्तव में मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है इसलिए एक कुशल कार्यान्वयन है जो हमें उपलब्ध है ठीक तो अब हम अपनी चर्चा पर वापस जाते हैं पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन का सबसे सामान्य रूप क्या है पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन का सामान्य रूप हम वास्तव में 2 प्रकार के पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन का उल्लेख करते हैं और वे बहुत समान लग सकते हैं लेकिन एक कारण है कि वे क्यों हैं इसलिए हम इसे टाइप 1 कहते हैं अधिकांश समय 95 जब हम पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हम टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन कहता है कि अपना फ़िल्टर लीजिए z ट्रांसफार्म लीजिए और इसे सब सम्मेशनस में विभाजित करें H n−∞hnMZ nMZ 1n−∞ ∞hnM1Z nMZ 2n−∞ ∞hnM2Z nMZ n−∞ ∞hnMM 1Z nM तो ध्यान दें कि आपके पास 0 की पावरहै 1 पावर 2 तो ये हैं यदि आप इन सबफ़िल्टर को निम्नलिखित तरीके से लेबल करते हैं तो हम नीचे लिख सकते हैं Hl0M 1Z 1El where Eln−∞hnM1Z n कृपया परिभाषा के बारे में सावधान रहें और कोई भ्रम न पालें क्योंकि जब यह होता है तो यह अलग होता है लेकिन अब यह पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन की परिभाषा है हम इसे सबफ़िल्टर के रूप में या स्वयं पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के रूप में संदर्भित करते हैं मूल रूप से यह क्या कहता है जब भी कोई संरचना होती है जो इन पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन ब्लॉकों का परिचय देती है तो हमारे पास उन्हें लागू करने का एक कुशल तरीका है फिर से हमने अभी एक ऐसे मामले को देखा है जहां L 2 हमने एक ऐसा मामला देखा जब L 3 निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि एक सामान्यीकरण है जो आसानी से संभव है अब मैं दूसरा संस्करण पेश करना चाहूंगा जिसका उपयोग अक्सर नहीं किया जाता है जो कि टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन है इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी है कि हम इसे ध्यान में रखें और कभी कभी जब हम इसका उपयोग करते हैं तो मैं आपको इस पर प्रकाश डालूंगा कि यह एक टाइप 2 रिप्रेजेंटेशन है टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन फिर से यह संरचनाओं में कुछ समरूपता लाने के लिए है इसलिए तर्कसंगत रूप से यह बिल्कुल वैसा ही है Hl0M 1Z 1El यह टाइप 1 है अब टाइप 2 हैHl0M 1Z Rl यह टाइप 2 है ठीक है तो पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन की सीमा क्या है यह सभी प्रकारों में z0 z1 से z दोनों प्रकार 1 और टाइप 2 में जा सकता है तो इसका मतलब है किEl और Rl हैं वे मूल रूप से एक ही उप बहुपद हैं लेकिन उनके इंडेक्स अलग तरह से तो यह एकमात्र अंतर और परिणाम और उस अवलोकन को वास्तव में इन दोनों की तुलना करके पकड़ा जा सकता है आप इस तथ्य को लिख सकते हैं किRl EM 1 l ठीक है और अब शायद यह सवाल आपके दिमाग में है कि क्या आप जानते हैं कि टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन शुरू करने का क्या कारण है और मैं इसका उत्तर दूंगा जब हम संरचनाओं को देखना शुरू करेंगे और यह आसान या स्पष्ट हो जाएगा तो हमें क्यों करना है हमने क्यों देखा अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं शायद केवल विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एक टाइप 2 फ़िल्टर कार्यान्वयन आकर्षित करना चाहूंगा और फिर से टाइप 2 का उपयोग करने के कारण स्पष्ट हो जाएंगे जब हम उन्हें करना शुरू करेंगे इसलिए मैं निम्नलिखित करना चाहता हूं L के फैक्टर द्वारा अपसैंपल के बाद H ठीक है आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि अभी हमने क्या किया है क्या हमने ऐसा नहीं किया हां हमने इसे टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन के साथ किया है कृपया टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन करें टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन फिर से मैं सभी चरणों से नहीं गुजरूंगा आपको जो मिलेगा वह R0 दूसरी शाखा R1 है L th शाखा RL 1 है फिर उन प्रत्येक शाखाओं में L के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग करे कुल L शाखाएँ हैं और यहाँ वह जगह है जहाँ अंतर आता है पहले एरोस सम्मेशनस की ओर ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे अब क्योंकि R0 को ZL 1मिल गया है इसलिए इसका मतलब है कि डिले यूनिट्सअभी भी हैं लेकिन एरोस अब नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं तो यह इसी में जुड़ जाता है इसके बाद इसमें एक और डिले चेन डॉट डॉट डॉट और फिर आखिरी में Z 1 आता है तो ध्यान दें कि एरोस ऊपरी तरफ मे नीचे की तरफ हैं इस तरफ की शाखा पर और अगर मैंने मल्टीप्लेक्सर का क्रम बदल दिया तो निश्चित रूप से ऐसा होता है तो मूल रूप से यह सिर्फ यह कहता है कि कम्यूटेटर आर्म पहले की तुलना में अलग दिशा में घूम रहा है लेकिन यह एक प्रकार है जिसके परिणामस्वरूप मैं टाइप 1 के बजाय टाइप 2 का उपयोग करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि टाइप 2 को क्यों पेश किया गया है ताकि आप एडवांस एलिमेंट को रखने से बच सकें यदि आप संरचना चाहते हैं क्योंकि यदि आपके पास एडवांस ऑपरेशन थे तो क्या होगा इनको अब ऊपर की शाखा और ऊपर की दिशा में जाना होगा अब आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग करने का एक तरीका है लेकिन फिर से यह स्पष्ट हो जाएगा जब हम इनमें से अधिक संरचनाओं को देखना शुरू करेंगे इसलिए अब मुझे आशा है कि टाइप 2 की परिभाषा स्पष्ट है और फिर टाइप 2 के साथ एक फ़िल्टरिंग ऑपरेशन का कार्यान्वयन और यह कुछ ऐसा है जो एक बार आप इस के साथ सहज हो जाते हैं तो हम निर्माण कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि टाइप 1 एक प्रमुख संरचना है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पॉलीफ़ेज़ स्ट्रक्चर का उपयोग करने का कम्प्यूटेशनल लाभ है कम्प्यूटेशनल लाभ इसलिए मैं सबसे सरल मामले को देखना चाहता हूं जहां मेरे पास H है जिसके बाद 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग लिया गया है अब प्रत्यक्ष रूप बनाम पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन का उपयोग करने के क्या लाभ हैं तो तुलना पॉलीफ़ेज़ संरचना बनाम प्रत्यक्ष रूप के बीच होती है प्रत्यक्ष रूप एक ऐसा रूप है जिसे आपने देखा होगा मूल रूप से यह डिले एलिमेंट्स मल्टीप्लायर्स और फिर ऐडर का एक संयोजन है तो आइए हम इस मामले को लेते हैं कि H 2N लंबाई का एक FIR फ़िल्टर है यह एफआईआर फिल्टर की लंबाई है इसलिए इसका मतलब है कि 2N 1 डिले एलिमेंट्स और 2N मल्टीप्लायर्स होंगे तो प्रत्यक्ष रूप का कार्यान्वयन पहले मल्टीप्लायर h0 होगा इनपुट डिले एलिमेंट से गुजरता है दूसरा मल्टीप्लायर h1 डिले एलिमेंट मल्टीप्लायर 2 डॉट डॉट डॉट है और अंतिम एक डिले एलिमेंट z 1के माध्यम से आता है और h2N 1 द्वारा गुणा किया जाता है अब ये हैं और इन सभी सिग्नलो को एक साथ जोड़ना होगा यह प्रत्यक्ष रूप कार्यान्वयन है मुझे यकीन है कि आपने मूल DSP में इसका अध्ययन किया होगा तो यह अकेले फिल्टर का प्रत्यक्ष रूप कार्यान्वयन है लेकिन फिर मुझे 2 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग भी करनी होगी इसलिए प्रत्यक्ष रूप में मैं निश्चित रूप से डाउन सैंपलिंग को दूसरी तरफ ले जा सकता हूं लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में ज्यादा मदद नहीं मिलती है क्योंकि मैं गुणा करने के लिए कम्प्यूट करता हूं तो आइए हम देखें कि मैं प्रति आउटपुट कितने कम्प्यूटेशन कर रहा हूं प्रति आउटपुट नमूने की कम्प्यूटेशन की संख्या प्रति कम्प्यूटेशन आउटपुट सैंपल इसलिए इसे हार्डवेयर कार्यान्वयन के रूप में सोचें आप एक हार्डवेयर कार्यान्वयन में गिने जा रहे हैं जहां पहला ब्लॉक प्रत्यक्ष रूप फ़िल्टरिंग कर रहा है पहला ब्लॉक डायरेक्ट फॉर्म फ़िल्टरिंग कर रहा है और फिर दूसरा ब्लॉक अपसैंपलिंग डाउन सैंपलिंग कर रहा है तो प्रति आउटपुट कम्प्यूटेशन तो यह चरण 1 या ब्लॉक 1 है प्रत्येक क्लॉक साइकिल पर ब्लॉक 1 मे क्या कम्प्यूटेशन हुई है प्रत्येक 1 क्लॉक साइकिल पर ब्लॉक 1 मे 2N गुणक होंगे आप इससे सहमत हैं सभी फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स उनके इनपुट रजिस्टर को गुणा करेंगे 2N गुणक कितने ऐडरस है 2 ऐडरस एलिमेंट इसमें 2N 1 ऐडरस होंगे यह प्रभावी रूप से ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि अंतिम 2 जुड़ जाते हैं और फिर पिछले 1 और पिछले 1 तो 2N 1 2 इनपुट ऐडरस होंगे तो यह अब और फिर हर क्लॉक साइकिल पर है लेकिन आप प्रति आउटपुट सैंपल कीकम्प्यूटेशन देख रहे हैं ब्लॉक 2 कहता है कि कम्प्यूटेशन करें कम्प्यूटेशन करें 1 सैंपल फेंक दें इसे रखें तो मूल रूप से यह 2N गुणन 2N 1 जोड़ता है प्रति आउटपुट सैंपल की कम्प्यूटेशन 2 की संख्या है मूल रूप से मैंने दो बार गणना की ब्लॉक 1 में 2 गणनाएँ की होंगी ब्लॉक 2 उन 1 में से 1 को फेंक देता है 1 रखें आउटपुट साइड पर प्रभावी रूप से इसे 2 से गुणा करें अब आपने इसे पॉलीफ़ेज़ संरचना का उपयोग करके किया था क्या होता कार्यान्वयन यह इनपुट साइड के दाईं ओर एक डीमल्टीप्लेक्सर होता तो मूल रूप से आपने एक पॉलीपेज़ Eo किया होगा ओड स्ट्रीम इवन स्ट्रीम भी इसी ओर जाएगी इवन स्ट्रीम यहाँ जाएगी ओड स्ट्रीम निचली शाखा पर जाती है जो E1 होगी अब E0 में कितने टैप हैं N टैप हैं क्योंकि H को 2N मिला है मैंने इसे 2 पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स में विभाजित कर दिया हैं इसे N की लंबाई मिल गई है इसलिए इस 1 को भी N लंबाई मिल गई है तो इन 2 को जोड़ना होगा इन 2 का आउटपुट हर पल में जोड़ा जाएगा और यही आउटपुट है इसलिए प्रति आउटपुट सैंपल प्रति आउटपुट सैंपल की कम्प्यूटेशन की संख्या प्रति आउटपुट सैंपल मैं ऐसा करना चाहूंगा इनमें से प्रत्येक ब्लॉक को मूल रूप से N मल्टीप्लीज़ N 1 ऐड की आवश्यकता होती है उनमें से 2 हैं और फिर आउटपुट राइट पर 1 और ऐड है तो यह लेकिन फिल्टर की लंबाई के साथ इस तरह का स्केल पहला टर्म है तो यह आउटपुट है अब यदि आप वास्तव में और यह आउटपुट प्रति सैंपल है और यदि आप 2 की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि बचत का फैक्टर लगभग 2 है अब यदि आप M के किसी फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं तो यह M की बचत बन जाएगा और निश्चित रूप से आप यह दिखा सकते हैं कि जब आप अप सैंपलिंग कर रहे हों तो यह भी सच है एक बार जब आप हार्डवेयर कार्यान्वयन के क्षेत्र में होते हैं तो पॉलीपेज कार्यान्वयन के फायदे वास्तव में बहुत दृढ़ता से आते हैं अब हम इसे व्यापक रूपरेखा देना के बाद आगे क्या करना चाहते हैं हम अब फिल्टर बैंकों के बारे में बात करना चाहते हैं और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करें क्योंकि यह एक ऐसा हिस्सा है जो वास्तव में दिलचस्प है आसानी से आसानी से समझा जा सकता है और इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी है इसलिए फ़िल्टर बैंकवह विषय है जिसे हम देखने जा रहे हैं फ़िल्टर बैंक फ़िल्टर के एक सेट के माध्यम से एक संकेत को विभाजित करने के अलावा कुछ भी नहीं है एप्लिकेशन जैसे की आपके ग्राफिक इक्वलाइज़र स्टीरियो में जिसे आप सुनते हैं यह इसे हाईपास लो पास और मीडियम फ्रीक्वेंसी में विभाजित करता है और फिर बढ़ाता है या तो वह एक फिल्टर बैंक है मूल रूप से यह वही है जो यह कर रहा है तो उदाहरण एक ग्राफिक इक्वलाइज़र होगा इसलिए फ़िल्टर बैंक विभिन्न रूपों में आते हैं और बहुत बहुत उपयोगी एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमें मल्टीरेट साइड से मिलता है इस संदर्भ में ओप्पेनहेम और शेफ़रOppenheim Schaffer अध्याय 7 नो सॉरी अध्याय 4 सेक्शन 73 से 76 पढ़िए यह वह हिस्सा है जहां यह वास्तव में मल्टीरेट नोबेल आईडेंटिटीज पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजीशन को कवर करता है और फिल्टर बैंकों में जाता है पी पी वैद्यनाथन P P Vaidyanathan's की पुस्तक मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को भी देखें वहां यह अध्याय 41 अनुभाग 1 से अनुभाग 3 है फिर से ये ऐसे भाग हैं जिन्हें हम देखने जा रहे हैं यह एक रूपरेखा का निर्माण करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि संचार में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है जैसा कि आप हर बार FFT करते समय देख सकते हैं आप वास्तव में फिल्टर बैंक ऑपरेशन कर रहे हैं तो यही इस की शक्ति है हम इसे अगली कक्षा में बनाएंगे और विकसित करेंगे धन्यवाद